हम फोटोवोल्टिक सेल का अध्ययन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के दृष्टिकोण से करने का प्रयत्न करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के दृष्टिकोण से ज्यादातर डिवाइस जैसे डायोड बीजेटी मॉसफेट आईजीबीटी काले बॉक्स होते हैं वे यह आइटम लाते हैं और डाटा शीट से प्राप्त पैरामीटर के आधार पर डिजाइन बनाते हैं इसी तरह हम फोटोवोल्टिक सेल को इसके टर्मिनल की विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करना पसंद करेंगे और हम फोटोवोल्टिक सेल के पीएन संधि की भौतिकी के बारे में बात नहीं करेंगे हम इसके टर्मिनल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और एक मॉडल का निर्माण करेंगे जो फोटोवॉल्टिक सेल के इलेक्ट्रिक सर्किट का समतुल्य होगा इस मॉडल को हम बाद में फोटो लाइटआधारित सिस्टम डिजाइन करने व एनालिसिस विश्लेषण करने में उपयोग लेंगे यह पॉलीक्रिस्टलाइन फोटोवोल्टिक सेल का एक उदाहरण है यह ऊपरी सतह है जो कि N टाइप पीएन जंक्शन का N टाइप वाला भाग है निचली सतह पी टाइप है और पी टाइप सबस्ट्रेट मेटलाइजेशन हे जो कि सामान्यतया आप देखते हैं N टाइप मेटलाइजेशन को माईनस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और पी टाइप मेटलाइजेशन को प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है पीवी सेल का दूसरा उदाहरण जो बंधा और ढका हुआ है वह यह है जो कि फिर से दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी सेल है कुछ जो कि ग्लास से ढका होता है जिसे आप प्रयोगशाला में उपयोग कर सकते हैं कुछ ऐसा होता है आप यहां देखें यह प्लस टर्मिनल है और यह माइनस टर्मिनल है यह मोनोक्रिस्टलाइन सेल है ऊपर का N सबस्ट्रेट मेटलाइजेशन की सहायता से माइनस टर्मिनल से जुड़ा है और नीचे का सबस्ट्रेट प्लस टर्मिनल से जुड़ा है इस प्रकार यह एक डायोड एक पीएन जंक्शन जैसा ही है यह एनोड है और यह कैथोड है इस प्रकार यह पीछे की ओर टर्मिनल के रूप में लाया गया है और छात्र बहुत आसानी से इस ढके हुए पीवी सेल पर प्रयोग कर सकते हैं इसका संचालन बहुत ही सुंदर है रोशनी इस कांच की सतह पर गिरती है पीएन जंक्शन की ऊपरी सतह जो कि N टाइप है इससे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं अब मेटलाइजेशन से होते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आकर बाहरी सर्किट से बहने लगते हैं फिर ये इलेक्ट्रॉन एनोड टर्मिनल पर आते हैं और निचले मेटलाइजेशन से होते हुए पुनः पी सबस्ट्रेट में आ जाते हैं इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि कांच से ढका हुआ यह भाग जो रोशनी से उजागर होता है सूर्य से आने वाले रेडिएशन के लंबवत रहे तभी यह पीएन जंक्शन एक जनरेटर के जैसे कार्य करेगा फोटोवोल्टिक सेल को समझने के लिए हम एक दूसरे प्रसिद्ध डायोड पीएन जंक्शन से शुरू करते हैं हम इस डायोड को एक सर्किट में जोड़ते हैं इसका एक टिपिकल विशेष सर्किट यह है जहां डायोड एक जटिल बाहरी सर्किट का भाग है जैसा यहां दिखाया गया है हम यहां कुछ टर्मिनल बनाते हैं ताकि सर्किट का इस भाग से हम फोटोवोल्टिक और सेल की विशेषताओं को अध्ययन करने से पहले डायोड के साथ इस वांछित टर्मिनल की विशेषताओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं इस टर्मिनल को हम एनोड के लिए A कहेंगे और इस टर्मिनल को हम कैथोड के लिए K कहेंगेऔर हम जानते हैं कि करंट हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ बहता है यहां डायोड के लिए हम इस करंट को आई कहेंगे दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर टर्मिनल A और K के बीच वोल्टेज हैजिसे हम Vak कहेंगे तो इस प्रकार हमारा लक्ष्य डायोड पीएन जंक्शन को उससे बहने वाले करंटऔर उसके एनोड और कैथोड टर्मिनल के बीच वोल्टेज Vak के संदर्भ में अध्ययन करना हैं तो Vak वोल्टेज को इस पोलैरिटीके साथ धनात्मक लिया गया है अर्थात जांच के लिए बिना एरो वाले सिरे को कॉमन बिंदु और एरो वाले सिरे को धनात्मक टर्मिनल लिया गया है और करंट की यहां प्रदर्शित दिशा धनात्मक लेते हैं तब हम कहते हैं कि पावर डिवाइस के अंदर प्रवाहित हो रहा है यह डिवाइस एक सिंकग्रहण करने वाला की तरह कार्य कर रही है और पावर एक पोर्ट टर्मिनल से अंदर बहता है अब रुचि का विषय डायोड भाग है अब हम ध्यान को डायोड पर केंद्रित करते हैं जैसा कि सर्किट में इसे प्रदर्शित किया गया है जहां एनोड टर्मिनल से करंट अंदर बह रहा है और वोल्टेज को इस प्रकार से दिखाया गया है की पावर डायोड टर्मिनल से डायोड के अंदर प्रवाहित हो रहा है जिससे डायोड एक सिंकग्रहण करने वाला की तरह कार्य कर रहा है अर्थात यह पावर को रिसीव प्राप्त करना कर रहा है और यह पावर को सिर्फ डीसीपेट हाश्र करना कर रहा है यह पावर को जनरेटउत्पन्न नहीं कर रहा है इस प्रकार डायोड सर्किट का यह पर्टिकुलर विशेष भाग एक सिंकग्रहण करने वाला की तरह कार्य कर रहा है न की एक जनरेटर सर्किट का हम धीरे धीरे देखेंगे कि एक जनरेटर सर्किट हम कैसे बनाते हैं और फोटोवोल्टिक सेल के मॉडल को बनाने के लिए हमें और कौन से एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जोड़ने की आवश्यकता है चलो हम कैरेक्टरस्टिक विशेषताएं ड्रा बनाने करने के लिए कुछ जगह बनाते हैं हम इस भाग को थोड़ा छोटा करके वहां रख देते हैं अब हम एक्स अक्ष लेकर इसको Vak से मार्क करते हैं यह वोल्टेज अक्ष हे और हमारे पास वाई अक्ष है जिसे हम i से मार्क करते हैं और I V आरेख ड्रॉ करते हैं इस विशेष डायोड के I V आरेख से हम भलीभांति परिचित हैं और हम इसकी कैरेक्टरस्टिक विशेषताओं का मुख्य रूप से फॉरवर्ड भाग ड्रॉ करते हैं जो कि ऐसा दिखता है तो इस प्रकार यह डायोड का परिचित स्टैटिक स्थिर आरेख है और हम जानते हैं कि यह कैसे प्राप्त होता है अब हम इससे किस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल का मॉडल निर्माण करेंगे हम देखते हैं कि पहला क्वाड्रेंट चतुर्थांश डिसिपेशन से संबंधित है और कंपोनेंट का यह डिसिपेशन मोड मूल रूप से सिंक होता है जहां करंट टर्मिनल के अंदर बहता है जैसा यहां दिखाया गया है चौथा क्वाड्रेंट चतुर्थांश जनरेशन क्वाड्रेंट होता है यहां वोल्टेज अभी भी उसी दिशा में है और करंट नेगेटिव ऋणात्मक या विपरीत दिशा में हे इस स्थिति में पावर विपरीत दिशा में बहता है अर्थात टर्मिनल से पावर बाहर आता है और इसलिए यह एक जनरेटर जैसे कार्य कर रहा है इस प्रकार I V कैरेक्टरस्टिक का यह भाग हमारी रुचि का है क्योंकि हम यह देखना चाहते हैं कि यह डायोड कैसे एक पीवी सेल बने और एक जनरेटर भी मैं इसे यहां खींचता हूं यहां इसे कॉपी करते हैं और इसका आकार बढ़ा देते हैं ताकि यह पढ़ने योग्य हो जाए तो इस क्वाड्रेंट में हमने देखा कि जिस दिशा में हमने करंट को माना है उससे यहां करंट नेगेटिव है अगर करंट के टर्मिनल के अंदर बहने की दिशा पॉजिटिव दिशा है तो टर्मिनल से करंट के बाहर बहने की दिशा नेगेटिव होगी और जो ऑब्जेक्ट यहां है जैसा कि यहां डायोड है और साथ ही कुछ और यह एक सोर्स की तरह कार्य करेंगे और वास्तव में अब पावर टर्मिनल से बाहर आ रहा है क्योंकि इन दोनों का गुणा नेगेटिव मान देगा अर्थात नेगेटिव पावर तो इस प्रकार इस क्वाड्रेंट चौथे क्वाड्रेंट में यह कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट एक सोर्स की तरह कार्य कर रहा है लेकिन यहां यह करंट इस दिशा में कैसे बह सकता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डायोड सिर्फ एनोड से कैथोड की एक ही दिशा में करंट को बहने देता है कोई करंट को इस टर्मिनल से बाहर इस दिशा में कैसे फ्लो करवा सकता है हम डायोड के सामने एक ip करंट सोर्स इस प्रकार लगाते हैं कि करंट दिखाए गए तरीके से इस तरह बहे सिर्फ इस स्थिति में ही आप देखेंगे कि करंट इस नोड पर डायोड करंट id व टर्मिनल करंट i में बट जाएगा जैसा कि यहां चित्र में दर्शाया गया है इस प्रकार आप देखते हैं कि डायोड से अभी भी करंट एनोड से कैथोड की तरफ बह रहा है लेकिन टर्मिनल पर करंट टर्मिनल से बाहर की ओर बह रहा है तो यदि हम इस पूरे ब्लॉक को एक साथ देखें तो हमें टर्मिनल से करंट बाहर आता हुआ दिखेगा वोल्टेज अभी भी उसी पोलैरिटी पर है पावर टर्मिनल से बाहर की ओर आ रहा है और इसलिए यह ब्लॉक एक सोर्स है यह वास्तव में फोटोवॉल्टिक सेल का सिद्धांत है यह ip करंट सोर्स वास्तव में फोटो करंट है जो कि सोलर रेडिएशन की तीव्रता पर निर्भर करता है अधिक सोलर रेडिएशन तीव्रता होने पर ip का मान अधिक होगा करंट का मान भी अधिक होगा और टर्मिनल से बाहर आने वाले करंट व पावर का मान भी अधिक होगा यहां कुछ और दूसरे कंपोनेंट और नोन आइडियलिटी भी है जो कि मॉडल में आती है लेकिन यह मूल रूप से प्रदर्शित करता है कि फोटोवॉल्टिक सेल इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स की दृष्टि से एक इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरह कैसे काम करता है इससे पहले कि हम इसके लिए समीकरण का निर्माण करें चलिए अब हम कुछ थोड़ा और अध्ययन करें ip फोटो करंट है जो कि सोलर तीव्रता के समानुपाती है अर्थात उस सोलर पावर के जो पैनल के सतह पर आकर गिरता है यदि ip शुन्य है जो कि अंधेरे की स्थिति है तो कैरेक्टरस्टिक इस तरह एक्स अक्ष पर बायस होगी जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी ip फोटो करंट बढ़ने लगेगा और कैरेक्टरस्टिक फोटो करंट के मान के समतुल्य नीचे की तरफ आने लगेगी तो इस प्रकार ip के बढ़ने का अर्थ कैरेक्टरस्टिक का इस तरह शिफ्ट होना है जितना अधिक इंसिडेंट पावर सोलर पावर होगा कैरेक्टरस्टिक उतना ही अधिक चतुर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश की तरफ शिफ्ट होगी इस प्रकार आरेख के इस भाग में ऑपरेटिंग बिंदु होने का अर्थ होगा कि फोटोवॉल्टिक सेल जनरेटिंग मोड में कार्य कर रहा है तो सामान्यतः फोटोवॉल्टिक सेल एक जनरेटर के रूप में जाना जाता है और हम इसे पहले क्वाड्रेंट चतुर्थांश में देखना पसंद करेंगे इसलिए अब हम करंट को पुनः परिभाषित करते हैं वोल्टेज वही रहेगा लेकिन करंट के लिए हम करंट की दिशा इस अक्ष के लिए पॉजिटिव धनात्मक लेंगे जब करंट टर्मिनल से बाहर जाता है जैसा कि यहां दिखाया गया है न की एक सामान्य डायोड की तरह जैसा पहले परिभाषित किया गया था तो इस प्रकार हम ऐसा नहीं चाहेंगे लेकिन इसे अब रिफरेंस की तरह उपयोग करेंगे और इसे हम पहले क्वाड्रेंट चतुर्थांश में लाएंगे जिसका यह अर्थ है कि हमें करंट अक्ष को फ्लिप करना पड़ेगा और इसे करने के लिए हम वाई अक्ष को क्लिप करते हैं क्योंकि करंट की दिशा क्लिप हुई है तो इस प्रकार यह कैरेक्टरस्टिक बनती है जो कि फोटोवॉल्टिक सेल की I V कैरेक्टरस्टिक है एक फोटोवोल्टिक सेल की I V कैरेक्टरस्टिक को देखिए I V कैरेक्टरस्टिक के कुछ भाग पर फोटोवोल्टिक सेल एक कांस्टेंट करंट लगभग कांस्टेंट करंट की तरह और फोटोवोल्टिक सेल कैरेक्टरस्टिक के इस भाग में लगभग एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह कार्य कर रहा है तो इस प्रकार फोटोवॉल्टिक सेल का यह एक अद्वितीय गुण है कि यह कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स व कांस्टेंट करंट सोर्स दोनों का एक मिश्रण है हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यह कांस्टेंट करंट लाइन है हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं यह एक कांस्टेंट वोल्टेज लाइन है यदि आप कांस्टेंट करंट लाइन लेते हैं तो यह आपको कांस्टेंट करंट भाग के स्लोप ढाल की जानकारी देती है और इसलिए इसका तात्पर्य एक समांतर प्रतिरोध उच्च मान के समांतर प्रतिरोध के अस्तित्व से है जो कि कांस्टेंट करंट सोर्स के समांतर है इस प्रकार हम एक उच्च मान के समांतर प्रतिरोध को कांस्टेंट करंट सोर्स के समांतर लगा सकते हैं जैसा कि यहां प्रदर्शित किया गया है इसी प्रकार वोल्टेज लाइन सेवोल्टेज भाग की कैरेक्टरस्टिक के स्लोप ढाल से तात्पर्य है कि टर्मिनल्स के श्रेणी क्रम में एक श्रेणीक्रम प्रतिबाधा है जो टर्मिनल के श्रेणी क्रम में इस प्रकार उपस्थित रहती है तो अब हम मौजूदा मॉडल में यह नॉन आइडियलिटी भी शामिल करते हैं कंपोनेंट्स को थोड़ा सा विस्थापित कर और पुनः बनाकरयह फोटोवॉल्टिक सेल के समतुल्य सर्किट का मॉडल प्राप्त करते है इसका प्रतीक ऐसा दिखता है यह लिफाफे जैसा प्रतीक है जो कि फोटोवोल्टिक सेल का प्रतीक है और यह फोटोवॉल्टिक सेल अथवा फोटोवॉल्टिक मॉडल को प्रस्तुत करता है यहां दो टर्मिनल है एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल यह टर्मिनल वोल्टेज है और टर्मिनल करंट सामान्यतः एनोड टर्मिनल से बाहर बहता है इस प्रकार यहां हमारे पास पूरा फोटोवोल्टिक सेल समतुल्य सर्किट मॉडल व इसका प्रतीक कैरेक्टरस्टिक सहित है